एनपीटीईएल बायोइनफॉर्मेटिक्स कोर्स में आपका स्वागत है मैं डॉक्टर माइकल ग्रोमिहा डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास से हूं इस टिललेक्चर में मैं बायोइनफॉर्मेटिक्स उसके विभिन्न पहलुओं उसके उपयोग तथा जैविक या बायोलॉजिकल सिस्टम की जता के बारे में बताऊंगा आगामी लेक्चर में मैं विभिन्न पहलुओं का विस्तार से वर्णन करूंगा इस कोर्स में मैं मेरे द्वारा लिखी गई बुक प्रोटीन बायोइनफॉर्मेटिक्स जो 2010 में इसीवियरऔर एकेडमिक प्रेसElsevier and Academic Press मैं प्रकाशित की गई थी और क्रेन एंड रेमर की 2006 में प्रकाशित पुस्तकफंडामेंटल कंसेप्ट Fundamentals concepts of Bioinfermaticsबायोइनफॉर्मेटिक्स का अनुसरण करूंगा बायोइनफॉर्मेटिक्स के सामान्य अध्ययन के लिए मैं क्रेन एंड रे मर की पुस्तक का उपयोग करूंगा औरप्रोटीन के विभिन्न उपयोगों और पहलू जैसे प्रोटीन सीक्वेंस एनालिसिस प्रोटीन स्ट्रक्चर एनालिसिस प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन प्रोटीन फोल्डिंग को समझाने के लिए मैं स्वयं की पुस्तक का उपयोग करूंगा बायोइनफॉर्मेटिक्स क्या है तुम इसे दो भाग में विभाजन करने पर बायो इनफॉर्मेटिक्स तो बायोलॉजिकल सिस्टम में इनफॉर्मेटिक्स का उपयोग समझाता है मैं बायोइनफॉर्मेटिक्स को मध्य भाग में रखूंगा इस तरह यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमेंtबायोलॉजी मुख्य भूमिका मैं है और इसे साइंस की दूसरी शाखाओं जैसे कंप्यूटर साइंस इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी और अन्य के साथ जोड़कर एक डिसिप्लिन या शाखा बना दिया गया है जिसमें बायोलॉजिकल डाटा को स्टैटिसटिकल टेक्निक या जैव सांख्यिकी तथा कंप्यूटर एल्गोरिदम के द्वारा विश्लेषण किया जाता है तो यदि आप चित्र में देखें तो मैंने बायोइनफॉर्मेटिक्सको सभी क्षेत्रों के मध्य में रखा है तथा यह सभी बायोइनफॉर्मेटिक्स से जुड़ रहे हैं पिछले कुछ दशकों से बायोलॉजिकल सिस्टम का एनालिसिस छोटे रूप में होना शुरू हुआ था 1979मैं पाओलीन हांजबेगा PaulienHogeweg ने सर्वप्रथम बायोइनफॉर्मेटिक्स शब्द दिया यह जीव विज्ञान या बायोलॉजी में विज्ञान की दूसरी शाखा का उपयोग विश्लेषण करने को समझाता है तो हम देखेंगे की विज्ञान की विभिन्न शाखाएं बायोइनफॉर्मेटिक्स के विकास में किस तरह महत्वपूर्ण हैबायोइनफॉर्मेटिक्स में कंप्यूटर साइंस के उपयोग का एक उदाहरण लेते हैं छात्र मशीन लर्निंग का उपयोग किया जा सकता है और कंप्यूटर साइंस में बहुत सारा कंप्यूटर एलॉग्र्रिदम है जिसका उपयोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उपयोग किया जा सकता है सही तो तुम बहुत सारे प्रोग्रामिंग को विकसित कर सकते हो और उन छुपे hiddenहुएडाटा को प्राप्त कर सकते हो जो बायोलॉजिकल इनफार्मेशन में उपलब्ध है इसके साथ ही तुम विभिन्न मशीन लर्निंग टेक्निक और एलॉग्र्रिदम का भी उपयोग समझने इंफॉर्मेशन को संरक्षित करने और भविष्यवाणी करने के लिए कर सकते हो क्या आप गणित या सांख्यिकी के एक उपयोग के बारे में बता सकते हैं छात्र रामाचंद्रन प्लॉट मैं उन्होंने प्रोटीन एंगल बनाने में सांख्यिकी का उपयोग किया सहीअब आप गणित का उपयोग कर कुछ सिद्धांत बना सकते हैं और उन्हें डाटा से संबंधित कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर प्रोटीन सीक्वेंसेस या रेसिड्यू का रामाचंद्रन प्लॉट में डिस्ट्रीब्यूशन को गणित द्वारा समझा सकते हैं गणित के उपयोग से किसी भी मॉडल के डाटा को वेरीफाई किया जा सकता है इस तरह को रिलेशन एनालिसिस और रिग्रेशन टेक्निक का उपयोग कर किसी भी डाटा का यह पता लगाया जा सकता है कि वह स्टैटिसटिकल सिग्निफिकेंट या महत्वपूर्ण है की नहीं तो इस तरह इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग मैथमेटिक्स के विकास में भी किया जा सकता है छात्र लार्ज स्केल डाटा एनालिसिस में कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज का उपयोग दशकों से किया जा रहा है सही तो आप इसका उपयोग लार्ज स्केल एनालिसिस में कर सकते हैं आप ऑनलाइन रिसोर्सेज भी विकसित कर सकते हैं इस तरह आप कंप्यूटर स्टोरेज और भी बहुत कुछ देखकर बायोइनफॉर्मेटिक्स का उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में कर सकते हैं जैसे यदि फ़िज़िक्स की बात करें तो बहुत प्रकार के इंटरेक्शन देखे जा सकते हैं जैसेवेंडर बॉल्स इंटरेक्शन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस यह इंटरेक्शंस प्रोटीन फोल्डिंग को समझने और प्रोटीन के अनफोल्डेड स्टेट को समझने में मदद करते हैं तो यह वाबिलिंग के समान है और रेंडम कॉल कन्फर्मेशन से बहुत मिलता जुलता है जब यह प्रोटीन विशेष थ्री डाइमेंशनल स्ट्रक्चर के रूप में फोल्ड होता है तो यह स्पेसिफिक 3D स्ट्रक्चर या संरचना बनाता है और प्रोटीन कैसे 3D संरचना और सीक्वेंस बनाता है देखते हैं इससे विभिन्न प्रकार के इंटरेक्शंस जैसे डाईसल्फाइड बॉन्ड्स इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शंस वंडरवॉल इंटरेक्शंस आदि से समझाया जा सकता है तो इस तरह प्रोटीन के फोल्डिंग स्टेट के प्रमुख सिद्धांत समझे जा सकते हैं इस तरह ग्लोबुलर प्रोटीन के फोल्डिंग की विधि को फिजिक्स के द्वारा समझा जा सकता है इस तरह हम सभी क्षेत्रों का विचार कर सकते हैं यदि हम लाइफ साइंस कंप्यूटिंग मैथ स्टेट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी या फिजिक्स या केमिस्ट्री कहें तो बायोइनफॉर्मेटिक के जन्म के लिए मुख्य कौन सा क्षेत्र माना जाएगा छात्र लाइफ साइंसेज लाइफ साइंसेज सही क्योंकि हमें डाटा की आवश्यकता होती है तो सभी क्षेत्रों की उपलब्धि के बावजूद बगैर डाटा के हम कुछ नहीं कर सकते हमें यह डाटा बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्राप्त होता है लाइफ साइंसेज में विभिन्न प्रकार का डाटा प्राप्त होता है जैसे बड़े मॉलिक्यूल सीक्वेंसेस macro molecule sequenceउदाहरण के तौर पर डीएनए सीक्वेंस या प्रोटीन सीक्वेंस और विभिन्न संरचनाएं जैसे डीएनए स्ट्रक्चर प्रोटीन स्ट्रक्चर अन्य जटिल संरचनाएं विभिन्न पाथवे विभिन्न एक्सप्रेशन प्रोफाइल आदि तो बायोइनफॉर्मेटिक्स डाटा को समझने में कैसे मदद करता है बायोइनफॉर्मेटिक्स डाटा प्राप्त करने में डाटा समझने में संभालने में और एनालिसिस करने में मदद करता है इस तरह बायोइनफॉर्मेटिक्स लाइफ साइंसेज में एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा प्राप्त हिडन इंफॉर्मेशन को समझने में मदद करता है तो बायो इनफॉर्मेटिक्स का विकास कैसे हुआ इसके विभिन्न पहलुओं को समझते हैं कैसे बायोइनफॉर्मेटिक्स का उपयोग होता है और कैसे यह समाज में उपयोगी है इसके विभिन्न पहलू हैं यहां मैं संक्षेप में 5 बुलेट प्वाइंट्स में समझाता हूं पहला पॉइंट ऑर्गेनाइज डाटाबेस बायोलॉजिस्ट प्रयोग कर डाटा प्राप्त करते हैं वह इस डाटा को तथा लिटरेचर को प्रकाशित करते हैं यह महत्वपूर्ण है की सभी इंफॉर्मेशन को डेटाबेस के रूप में रखा जाए उदाहरण के तौर पर यदि डाटा फैला हुआ हो तो उसे सही तरह से इकट्ठा कर उसे उचित रूप से संभाला जाए और फिर इस डेटाबेस से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने के लिए कुछ विकल्प दिए जाना चाहिए इनफॉर्मेटिक्स डेटाबेस को अच्छी तरह से कंप्यूटेबल फॉर्मcomputable form में व्यवस्थित करने में मदद करती है किसी भी एनालिसिस के लिए डाटा का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना आवश्यक है अन्यथा कोई स्टैटिसटिकल सिग्निफिकेंट डाटा नहीं मिल पाएगा दूसरी महत्वपूर्ण बात है की एक बार डेटाबेस मिल जाए तो तुम्हें एक परिकल्पना या हाइपोथेसिस derive करनी होगी की विभिन्न विशेषताओं का कार्यों के संपादन में क्या महत्व हो सकता है If यदिकिसी बायोलॉजिकल सिस्टम का विशेष लक्षण या कार्य मालूम हो तो हम कुछ विशेष लक्षण या फीचर्स विकसित कर सकते हैं और इन फीचर्स का उपयोग कर इसे हम बायोलॉजिकल सिस्टम से लिंक कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर यदि हम प्रोटीन सीक्वेंसेस या प्रोटीन की संरचना ले तो प्रोटींस विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन मेंब्रेन प्रोटींस विभिन्न प्रकार के ग्लोबुलर प्रोटींस जैसे अल्फा प्रोटीन बीटा प्रोटींस आदि इन्हें हम प्रोटीन के ग्रुप्स से आईडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप लेफ्ट साइड में सीक्वेंस देख सकते हैं यदि आपके पास सीक्वेंस हो और एमिनो एसिड रेसिड्यूज के बारे में जानकारी हो तो आप रेसिड्यूज के प्रकारों का नंबर जान सकते हैं लगभग 20 प्रकार के रेसिड्यूज इन प्रोटींस में पाए जाते हैं और आप इस फील्ड में किस विशेष रेसिड्यू का प्रभाव है या डोमिनेंस है पता कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज तो आप कह सकते हैं यह प्रोटीन है इसी तरह से प्रत्येक प्रोटीन का अलग फंक्शन है या अलग अलग तरह की बीमारियों का कारण हो सकता है तो इस तरह से आप एक हाइपोथिसिस या परिकल्पना निर्धारित कर सकते हैं की बायोलॉजिकल सिस्टम का बेसिक प्रिंसिपल क्या है एक बार जब आप एक परिकल्पना निर्धारित कर लेते हैंकी किसी विशेष सिस्टम का मेजर फैक्टर क्या है तो अगला स्टेप होता है कि क्या हम किसी एलोगरिथम को डिस्क्राइब कर सकते हैं तो यदि आप विशेषताएं देखें और कार्यों को देखें और इनमें संबंध स्थापित कर सकते हैं यहां इस साइड में विशेषताएं और साथ में कार्य दिए हैं इन्हें संबंधित करने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन का उपयोग किया जाता है इस तरह हम विशेषताओं को देखते हुए कार्य को समझ सकते हैं यह संबंध देखकर एल्गोरिथ्म बना लेने से एल्गोरिथमिक स्टडी आसान हो जाती है इसके द्वारा सामान्य जन के लिए इस तरह की स्टडी उपलब्ध हो जाती है शुरुआत के दिनों में वेब सर्वर का उपयोग किया जाता था जब इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज नहीं थी उस समय प्रत्येक सरवर बनाता था और अपने स्वयं का एल्गोरिथ्म क्रिएट करता थाइसे ट्रांसफर करना मुश्किल होता था किंतु अब आधुनिक कंप्यूटर और बायोलॉजी तथा कंप्यूटेशनल टेक्निक फास्ट इंटरनेट फैसिलिटी होने सेकई वेब सर्वर विकसित किए गए हैं जो दूसरों के लिए भी उपयोगी होते हैं हमारी लैब में भी कई टूल्स विकसित किए गए हैं जिन्हें लिटरेचर में उपयोग किया जाता है बहुत से व्यक्ति इन डाटाबेस और टूल्स का इस्तेमाल बायोलॉजिकल सिस्टम को समझने के लिए कर रहे हैं चौथा पॉइंट है वर्चुअल स्क्रीनिंग उदाहरण के तौर पर ड्रग डिजाइनिंग यह आजकल बहुत प्रचलित है क्योंकि लिटरेचर में बहुत से छोटे मॉलिक्यूल उपलब्ध है और लोग बहुत सी बीमारियां जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिसीजकैंसर आदि से ग्रसित है आजकल चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियां हो रही है इन सभी केसेस में ड्रग आईडेंटिफाई की जा रही है जो सीधे टारगेट पर एक्शन करती है इन टारगेट पर मॉलिक्यूल किस तरह एक्शन करेंगे और क्या इंपॉर्टेंट रेसिड्यूज और उन्हें किस तरह से निष्क्रिय किया जा सकता है जिससे बीमारियों को कम किया जा सके तो यहां पर स्ट्रक्चर आधारित ड्रग डिजाइन का एक उदाहरण है यदि आपके पास प्रोटीन है तो यह टारगेट है तो यदि मैंcYes Kinaseके टारगेट को प्रदर्शित करूं और जोकि बहुत सारी कोशिकीय गतिविधियों के लिए आवश्यक colorectal यह cYesKinaseI कोलोरेक्टल कैंसर में बहुत महत्वपूर्ण है यह कोलोरेक्टल कैंसरcancersमैं महत्वपूर्ण और उपयोगी टारगेट प्रतिरोधक हो सकता है यह करने के लिए पर्टिकुलर ligand inhibitor को समझना आवश्यक है इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस यह एक बड़ी प्रक्रिया है इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूं उदाहरण तालाब में मछली को ढूंढना यदि आप यहां एक तालाब देखें तो क्या आप अलग अलग तलाब में अलग अलग मछलियां देख रहे हैं यदि आप मछली पकड़ना चाहे तो आपको जाल डालना पड़ेगा A यदि आप यह सोचते रह जाते हैं की नंबर 1 या नंबर दो मैं जाल डाला जाए या नंबर 4 में डाला जाए तो आप केवल अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं पाएंगे अब यदि कोई आपको यह बता दे की इस विशेष जगह से फिश मिल सकती है और उसी जगह पर आप नेट डालकर फिश या मछली प्राप्त कर लेंगे तो आप बहुत प्रसन्न होंगे क्योंकि आपका समय खराब नहीं होगा तो ऐसी बात किसी भी बीमारी के लिए लागू होती है उदाहरण के तौर पर बहुत से अलग अलग कंपाउंड हैं जैसे कंपाउंड 1 कंपाउंड 2 कंपाउंड 3 और इसी तरह से यदि हम कंपाउंड वन ले और ट्राई करें यह असफल है तो यह ड्रग नहीं है यदि हम कंपाउंड2 ले वह भी अच्छी ड्रग ना हो तो कंपाउंड 3 ड्रग हो सकता है इस तरह हजारों कंपाउंड होते हैं यदि लिटरेचर में देखा जाए तो यदि जिंक डाटाबेस देखे जाएं तो 35 मिलियन कंपाउंड है और enamine डेटाबेस में 22 मिलियन कंपाउंड तथा चाइनीस मेडिसिन मैं 35000 प्राकृतिक कंपाउंड्स होते हैं इस तरह यदि रोगी में यह कंपाउंड्स एक के बाद एक ट्राई किए जाएं तो इतना समय लगेगा की पेशेंट तब तक मर जाएगा दूसरे रूप में यदि इन कंपाउंड की प्रयोगशाला में जांच की जाए तो बहुत सारा पैसा और मेन पावर की आवश्यकता होगी तो यदि इस स्थिति में कोई 35 मिलियन कंपाउंड को 35000 कंपाउंड्स में रिड्यूस कर दे प्रयोगों का वक्त 1000 टाइम कम हो जाएगा अतः यदि 22 मिलियन कंपाउंड की जगह100 या 1000 कंपाउंड हां तो आप का समय काफी बच सकता है बायोइनफॉर्मेटिक्स के उपयोग से यह समय बच सकता है क्योंकि हमारे पास बहुत फास्ट कंप्यूटर और बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं जो ड्रग टारगेटसर्चिंग में और ड्रग डिजाइनिंग मैं मदद कर सकती हैं अब दूसरी बात परिकल्पना या हाइपोथेसिस का किस तरह उपयोग किया जाए यहां मैं एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं तो यहां मेरे पास 5 ज्ञात वैल्यू है नंबर वन 01 यहां चावल 50 गेहूं 25 मीट 10फल 10 सब्जियां 5 है यदि हम इसे देखें तो यह food पैटर्न और वेट कंट्रोल के लिए कंट्रोल उदाहरण नहीं हो सकता

यदि चावल 30 गेहूं 5 मीट 10 फल 30 और सब्जियां 25 परसेंट हो तो भी यह कंट्रोल्ड वैल्यू नहीं है A So अब तीसरी स्थिति में चावल 25 गेहूं 10 मीट 10फल 25 परसेंट और सब्जियां 35 है तो यह कंट्रोल्ड वैल्यू है अब मेरे पास टेस्ट केस है जो 20 चावल 10 परसेंट गेहूं 20 फल मीट 10 और सब्जियां 20 परसेंट खाता हो तो प्रश्न यह है कि यह कंट्रोल है कि नहीं यह कंट्रोल है किंतु यह कंट्रोल क्यों है इसे कैसे पता किया जा सकता है क्या तुम एक उदाहरण दे सकते हो छात्र सब्जियां ज्यादा ले रहा है वेजिटेबल हाई है यहां पर भी वेजिटेबल 25 है किंतु यह कंट्रोल्ड नहीं है अतः हम एक सिद्धांत बनाते हैं A यहां पर एक इक्वेशन सीरीज स्टैटिसटिक्स बनाते हैं यदि उत्तर कंट्रोल है तो तुम सही होगे हम देखते हैं दाहिनी हाथ की तरफ गेहूं 35 से कम और मीट 15 से कम वेजिटेबल 35 से ज्यादा है इस तरह तुम कई इक्वेशन derive कर सकते हो तुम इनिशियल डाटासेट को अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हो एक्सपेरिमेंटल डाटा सेट के भी स्टडी कर सकते हो और इस एक्सपेरिमेंटल डाटा सेट से कुछ इक्वेशंसderiveकर सकते हो कुछ कंडीशन इसमें फिट हो सकती हैं उन्हें किसी भी डाटासेट में अप्लाई किया जा सकता है और तुम देख सकते हो कि यह कंट्रोल है या नहीं इस तरह बायोइनफॉर्मेटिक्स काफी बड़े अमाउंट के डाटा को भी हैंडल कर सकता है और उचित सलूशन भी दे सकता है अब मैं वर्चुअल स्क्रीनिंग के बारे में थोड़ा और बताऊंगा यहां पर एक उदाहरण प्रस्तुत है जो वर्चुअल स्क्रीनिंग के द्वारा होने वाली ड्रग डिजाइन के बारे में समझाएगा यह एक उदाहरण है जिसमें प्रोटीन है और प्रोटीन मेंcYes Kinase हैतो यहां विभिन्न डोमैंस है एक डोमेन बाएं तरफ में है यह SH3 डोमेन है यहां SH2 डोमेन भी है इसके अलावा टायरोसिन Kinase डोमेन और कैटालिटिक डोमेन भी है इसके अलावा एक फास्फोर्यलेशन साइट टायरोसिन 416भी है और यह लूप है यहां प्रश्न है की यह कोलोरेक्टल कैंसर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यह टारगेट है अतः यह महत्वपूर्ण है कीcYES Kinase एंजाइम के लिए प्रोबेबल हिट टारगेट को पहचाना जाए यह एक एस्पेक्ट हो सकता है यहां एक तरफ प्रोटीन है तोदूसरी तरफ हमेंcYES Kinase को टारगेट करना है तो inhibitor को कैसे डिजाइन किया जाए उनकीEnamine लाइब्रेरी में 22 मिलियन कंपाउंड्स है इन 22 मिलियन कंपाउंड्स में से कैसे चुने प्रोबेबल कंपाउंड जो ड्रग के लिए उपयोगी हो कैसे प्राप्त हो यदि सभी 22 मिलन कंपाउंड्स लिए जाए तो यह बहुत महंगा होगा क्योंकि एक कंपाउंड 30000 से ₹40000 तब का होता है और प्रत्येक के प्रयोग में लंबा समय लगेगा इस केस में हम कुछ मेथाडोलॉजी विकसित कर सकते हैं पहले यह देखेंगे की स्ट्रक्चर ज्ञात है क्या यदि स्ट्रक्चर मालूम हो तो उसे उपयोग किया जा सकता है यदि स्ट्रक्चर ना मालूम हो तो इस स्ट्रक्चर को मॉडल बनाकर एक्टिवेशन साइट पर स्टिक करना होगा इस तरह 22 मिलियन कंपाउंड्स के फीचर्स को चेक किया जा सकता है और इस तरह की कंडीशन बनाई जाती है कि कि कोई कंपाउंड फिट हो सके इसके पश्चात मॉलिक्यूलर वेट पर ध्यान दिया जाता है हाइड्रोजन बांड डोनर या acceptor का भी उपयोग किया जा सकता है कंपाउंड्स को अलग करने के लिए कोई भी ऑप्शन लिया जा सकता है अंत में वर्चुअल स्क्रीनिंग जैसे docking आदि की जाती है और कुछ कंपाउंड्स को derive कर लिया जाता है में टोक्यो इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था जो इस विशेष टारगेट के लिए inhibitors को पहचानने के लिए था हमने भी इसमें भाग लिया था 120 कंपाउंड आईडेंटिफाई किए गए इनमें से 50 कंपाउंड्स टेस्ट किए गए हमने 4 कंपाउंड को inhibitor देखा और उनमें से एक शायद हिट कंपाउंड है 2015 में उन्होंने पुनः कंपटीशन किया और लगभग 2000 कंपाउंड देखे गए तो नीचे की तरफ चित्र में देख सकते हैं किligand कैसे प्रोटीन से इंटरेक्ट करते हैं चित्र में ligand ग्रीन से दिख रहे हैं और उसके चारों तरफ प्रोटीन साइड है इस तरह यह कुछ विशेष इंटरेक्शन दिखाते हैं यह इंटरेक्शन हाइड्रोजन बांड या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस या वंडरवॉल इंटरेक्शन हो सकता है इनके द्वारा यह प्रोटीन से टाइटली जुड़ जाते हैं और इस विशेष kinase के लिएinhibitor की तरह कार्य करते हैं अगली कक्षा में मैं स्ट्रक्चर आधारित ड्रग डिजाइन के बारे में विस्तार से बताऊंगा अभी तक हमने बायोइनफॉर्मेटिक्स के कुछ aspect डिस्कस किए बायोइनफॉर्मेटिक ऑर्गेनाइज्ड डाटाबेस देता है और इसे कंप्यूटेशन से समझाया जा सकता ह यदि हाइपोथेसिस या परिकल्पना बना ली जाए तो उससे हम कई फंक्शन विकसित कर सकते हैं तो यदि फीचर्स और फंक्शन को जोड़कर परिकल्पना बनाई जाए तो बहुत सारे एल्गोरिदम विकसित किए जा सकते हैं जिसे प्रेडिक्शन के लिए उपयोग किया जा सकता है इसे ऑनलाइन एप्लीकेशन के रूप में web servers में डाला जा सकता है जैसे प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन प्रोटीन फंक्शन प्रिडिक्शन कुछ वेब सरवर के उदाहरण हैं इस तरह डीएनए बैंड और डीएनए इंटरेक्शन प्रोटीन के साथ भी देखा जा सकता है चौथा पॉइंट हमने वर्चुअल स्क्रीनिंग का ड्रग विकास में महत्त्व समझा आजकल बायोइनफॉर्मेटिक्स का उपयोग नेक्स्ट जेनरेशन सीक्वेंस एनालिसिस में भी हो रहा है आज सभी लोग व्यक्तिगत मेडिसिन में रुचि रखते हैं कुछ समय पहले यह बहुत कठिन था कि जीनोम सीक्वेंस किया जाए अब यह बहुत सस्ता हो गया है अतः आज सभी अपने जीनोम के बारे में जानना चाहते हैं और उनमें क्या प्रोटींस हैं और यह क्या कार्य कर रहे हैं इन प्रोटींस में कौन सा म्यूटेशन हो सकता है इस तरह अब बहुत सारा डाटा है जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसेस को पाने में उपयोगी होगा उदाहरण के तौर पर इल्यूमिना सीक्वेंसिंग तो हम सीक्वेंसिंग में और ज्यादा एडवांसमेंट कर सकते हैं अब लिटरेचर में बहुत सारा डाटा उपलब्ध है किंतु प्रश्न यह उठता है की इसे कैसे एनालाइज किया जा इससे इंफॉर्मेशन कैसे निकाली जाए सीक्वेंस को प्राप्त करने की बहुत सारे रास्ते हैं बहुत कम रीड्स के द्वारा फाइनल सीक्वेंस प्राप्त किया जा सकता है उदाहरण के तौर पर यदि कोई पेशेंट रोगी कैंसर या पार्किंसन या अल्जाइमर से प्रभावित है तो इसके जीनोम और प्रोटियोम को अध्ययन कर स्वस्थ व्यक्ति के जीनोम से भिन्नता का अध्ययन किया जा सकता है और वेरिएशंस तथा म्यूटेशन को विशेष रूप से देखा जा सकता है यह म्यूटेशन प्रोटीन कोडिंग रीजंस या नॉनकोडिंग रीजंस में है यह भी देखा जा सकता है फिर यह म्यूटेशंस या रेसिड्यूज के महत्व को यह देख कर पहचाना जा सकता है की क्या यह विभिन्न पाथवेज में इंवॉल्व है और यह कैसे विभिन्न बीमारियों को प्रभावित करते हैं इंफॉर्मेशन से आगे रोग निदान करने में सहायता मिल सकती है उदाहरण के तौर पर यदि आप कैंसर से पीड़ित हैं या किसी विशेष बीमारी से ग्रस्त है तो आपका रोग निदान हो सकता है हॉस्पिटल में जाकर वैज्ञानिक रोगी का डाटा और ड्रग तथा ड्रग रिस्पांस के बारे में जानकारी लेकर डाटाबेस तैयार कर सकते हैं इस जानकारी के आधार पर विशेष वेरिएशन का अध्ययन किया जा सकता है और विशेष दवाई या स्पेसिफिक ड्रग दी जा सकती है इस तरह रोगी की पूर्ण जानकारी व्यक्तिगत मेडिसिन के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है इस तरह बायोइनफॉर्मेटिक्स मनुष्यों के स्वास्थ्य में विशेष भूमिका अदा करता है साथ ही मेडिसिन के क्षेत्र में भी विशेष महत्वपूर्ण है